स्थिर अवस्था में तापमान प्रोफ़ाइल क्या है उचित तापमान प्रोफ़ाइल क्या है क्वाड्रटिक लीनियर तापमान प्रोफ़ाइल क्या है लीनियर सही तो आपके पास एक लीनियर तापमान प्रोफ़ाइल होगी मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि T1 और T2 सीमा के दोनों ओर के तापमान हैं यह एक 1D समस्या है जहां इस दिशा में हीट कंडक्शन हो रहा है लेकिन तापमान अभी भी अधिक हो सकता है ढलान सही माना जाता है मान लीजिए कि मेरे पास सिमेट्रिक स्थिति है तो इस तरह की प्रोफाइल मेरे पास होगी यदि आपके पास अड़िअबाटिक है तो वह क्वाड्रटिक प्रोफ़ाइल है यह लीनियर नहीं है आपको यह समझना चाहिए कि जब आपके पास फ्लक्स सीमा की स्थिति होती है तो इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है जब आपके पास फ्लक्स सीमा की स्थिति होती है तो आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस स्थान पर ग्रेडिएंट शून्य है मैं देखना चाहता हूं सीमा पर कन्वेक्टीव दर क्या है तो उस स्थान पर ही कन्वेक्शन हो रहा है इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि कन्वेक्टीव दर क्या है और मैं जानना चाहता हूं कि ठोस के अंदर कंडक्शन प्रक्रिया को कब लंप कर सकता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे कंडक्शन की दर और सीमा पर कन्वेक्शन की दर की तुलना करने की आवश्यकता है क्योंकि ये 2 प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं हैं मैं जानना चाहता हूं कि मैं कंडक्शन प्रक्रिया को कब अनदेखा कर सकता हूं तो मुझे क्या करना है मुझे L के बराबर x पर एनर्जी संतुलन लिखने की जरूरत है तो माइनस k dT बटा dx at x बराबर L कन्वेक्शन के कारण ट्रांसपोर्ट की जाने वाली हीट की मात्रा के बराबर होना चाहिए तो वह T2 माइनस टिनफिनिटी होगा यह x बराबर प्लस L है तो हीट का फ्लक्स जो कि सीमा पर कंडक्शन के माध्यम से ले जाया जाता है यह हीट की मात्रा के बराबर होना चाहिए जो वास्तव में ठोस से तरल पदार्थ के चारों ओर घूम रहा है अब मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल परिभाषित करता हूं जिसे z कहा जाता है जो कि x से L है तो अब मैं आयामों को मापता हूं इसलिए ध्यान रखें कि जब मैंने कहा था कि जब आप इसे लंप करते हैं तो सिस्टम का आयाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आप दो दर प्रक्रियाओं की तुलना करना चाहते हैं तो समन्वय प्रणाली को गैर आयामी बनाना उपयोगी होता है तो आइए अब हम एक नए वेरिएबल z को परिभाषित करते हैं और सेट x by L अब वह मात्रा है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां यह ऋणात्मक k होगा जो L इंटो dp by dz पर z बराबर 1 से विभाजित होगा जो कि h गुणा T2 माइनस T अनंत के बराबर है तो मैं इसका बीजगणितीय मैनीपुलेशन कर सकता हूं तो dT by dz बराबर 1 है h इंटो L by k इंटो T अनंत माइनस T 2 है तो अब h L by k बराबर dT by dz है जिसे T2 से विभाजित करने पर z बराबर तापमान के अलावा और कुछ नहीं है तो यह मात्रा बायोट संख्या कहलाती है तो यह एक आयामहीन मात्रा है हीट ट्रांसफर गुणांक की इकाइयाँ क्या है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन तो हीट ट्रांसफर दर को ठंडा करने का न्यूटन का नियम h गुना क्षेत्र गुना तापमान अंतर है हीट ट्रांसफर दर इकाई वाट है तो हीट ट्रांसफर गुणांक इकाई वाट प्रति मीटर वर्ग प्रति केल्विन है तो यह इकाइयाँ वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन को मीटर से गुणा करके वाट प्रति मीटर केल्विन से विभाजित होती हैं तो यह एक आयामहीन मात्रा है इसे बायोट नंबर कहते हैं इसे बायोट के रूप में लिखा जाता है जिसे Bi नंबर कहा जाता है इसलिए हम इस Bi संख्या को L by kA के रूप में 1 by hA से विभाजित करके फिर से लिख सकते हैं तो मैंने जो कुछ किया है वह क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है जिस पर ठोस से तरल पदार्थ में हीट ट्रांसपोर्ट हो रहा है मैं सिर्फ नुमेरटर और डिनोमिनेटर में क्षेत्र को गुणा कर रहा हूं और मैंने सिर्फ भावों में हेरफेर किया है k द्वारा L क्या है क्या कंडक्शन के लिए प्रतिरोध है और 1 by h A क्या है छात्र प्रतिरोध क्या कन्वेक्शन के लिए प्रतिरोध सही है इसलिए कन्वेक्शन के लिए प्रतिरोध को अर्हता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है यह कहते हुए कि यह सीमा पर कन्वेक्शन के लिए प्रतिरोध है यह ठोस और तरल इंटरफेस की सीमा पर कन्वेक्शन के लिए प्रतिरोध है एक कारण है कि मैं इसे क्वालीफाई कर रहा हूं अब से लगभग 8 से 9 व्याख्यानों में आप एक और आयामहीन संख्या देखेंगे जो बहुत समान दिखती है सिवाय इसके कि प्रतिरोध की परिभाषा थोड़ी अलग है और इसलिए इसे यह कहकर अर्हता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है कि यह उस सीमा पर कन्वेक्शन का प्रतिरोध है जहां ठोस से तरल में हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है क्या होता है जब Bi संख्या 1 से बहुत बड़ी होती है जिसका अर्थ है कि कंडक्शन का प्रतिरोध सीमा पर कन्वेक्शन के प्रतिरोध से बहुत बड़ा है जब Bi संख्या 1 के बराबर होती है तो कंडक्शन का प्रतिरोध लगभग बराबर होता है यदि मैं लगभग 1 के बराबर कहता हूं कंडक्शन और यदि Bi संख्या 1 से बहुत छोटी है तो आपके पास कंडक्शन का प्रतिरोध होगा यह कन्वेक्शन के प्रतिरोध से बहुत छोटा है तो अचानक एक आयामहीन मात्रा को परिभाषित करके हम सभी आंतरिक गुणों और सिस्टम के आयामों का उपयोग करने में सक्षम हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि लम्पड कपसिटंस विधि कब महत्वपूर्ण है तो जब कंडक्शन प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है तो क्या हम लम्प कपसिटंस विधि का उपयोग कर सकते हैं क्यों जब कंडक्शन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो आपको हमेशा प्रतिरोधों को तापमान प्रोफ़ाइल में अनुवाद करना चाहिए जब भी प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है तो आप एक समान तापमान नहीं मान सकते इसका मतलब है जब Bi संख्या 1 से बड़ी है एक समान तापमान धारणा मान्य नहीं है इसलिए जब Bi संख्या 1 से बहुत बड़ी होती है तो आप सिस्टम के अंदर एक समान तापमान नहीं मान सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप लम्प कपसिटंस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप लम्प कपसिटंस विधि का उपयोग हीट ट्रांसफर प्रक्रिया को अनुमानित या चिह्नित करने के लिए नहीं कर सकते हैं तो अब यह पढ़ना लगभग आसान है कि क्या होता है जब Bi लगभग 1 के बराबर होता है क्या होता है जब Bi लगभग 1 के बराबर होता है क्या हम लम्प कपसिटंस का उपयोग कर सकते हैं आप उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी भी एक समान तापमान सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं ध्यान रखें कि लम्प कपसिटंस विधि तभी काम करती है जब आप एक समान तापमान वितरण मान सकते हैं तो जब Bi संख्या लगभग 1 के बराबर है मान लीजिए कि यह सीमा है जहां आपके पास ठोस है और यहां एक तरल पदार्थ है तो हमने कहा कि Bi संख्या यदि hL बटा k है जो dT बटा dz पर z बराबर 1 बटा T माइनस T अनंत माइनस T अनंत माइनस T z पर 1 के बराबर है तो यह अनिवार्य रूप से तापमान ग्रेडिएंट के अनुपात को दर्शाता है ठोस में सीमा पर और सीमा के बाहर कन्वेक्शन के लिए तापमान ग्रेडिएंट इसलिए यह केवल प्रतिरोधों के अनुपात को ही नहीं पकड़ता है यह अंदर के तापमान ग्रेडिएंट और बाहर के तापमान ग्रेडिएंट के अनुपात के बराबर भी है इसलिए जब कंडक्शन के लिए ये 2 प्रतिरोध कन्वेक्शन के प्रतिरोध के बराबर है जिसका अर्थ है कि महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रेडिएंट होगा और ये 2 ग्रेडिएंट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे जब Bi 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि सीमा पर ठोस में ग्रेडिएंट तापमान ग्रेडिएंट और सीमा के बाहर तापमान ग्रेडिएंट एक दूसरे के बराबर होगा जिसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक समान तापमान नहीं माना जा सकता है आप ठोस के अंदर एक समान तापमान नहीं मान सकते तो जिसका अर्थ है कि आप लम्प कपसिटंस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं कोई लम्प कपसिटंस विधि की अनुमति नहीं है जब Bi संख्या लगभग 1 के बराबर हो तो तीसरा मामला वह है जहां Bi संख्या 1 से बहुत छोटी है इसका मतलब है कि कंडक्शन का प्रतिरोध कन्वेक्शन के प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा है ठोस के अंदर तापमान ग्रेडिएंट बहुत कम होने वाली है तो आप उपेक्षा कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कोई तापमान ग्रेडिएंट नहीं है आप केवल यह मान सकते हैं कि तापमान ग्रेडिएंट की उपेक्षा कर सकते हैं इसे क्वालीफाई करना बहुत जरूरी है जब आप उपेक्षा कहते हैं तो यह किसी चीज से तुलना है तो आप बाहर के ग्रेडिएंट के सापेक्ष ठोस के अंदर तापमान ग्रेडिएंट की उपेक्षा करते हैं तो लम्प कपसिटंस विधि का उपयोग करने का यह औचित्य है इसका मतलब यह नहीं है कि तापमान ग्रेडिएंट 0 है यह एक सन्निकटन है या यह एक धारणा है और यह केवल तभी मान्य है जब Bi संख्या 1 से बहुत छोटी हो तो यह आयाम रहित मात्रा का उद्देश्य है कई आयामहीन मात्राएँ जिन्हें इस पाठ्यक्रम में परिभाषित किया जाएगा और साथ ही मुख्य उद्देश्यों में से एक मूल रूप से प्रक्रिया की विभिन्न श्रेणियों को चिह्नित करना है इन स्थिरांक के विभिन्न मूल्यों पर प्रक्रिया की विभिन्न विशेषताएं क्या होने जा रही हैं इसकी विशेषता बताएं इसलिए हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक लंबाई और कंडक्टिविटी के प्रभाव को अलग अलग देखने के बजाय Bi संख्या के संबंध में तापमान की विशेषताओं या गुणों के प्रभाव या विविधताओं को देखने के लिए पर्याप्त है जो वास्तव में हीट ट्रांसफर गुणांक लंबाई और कंडक्टिविटी में शामिल सभी प्रभावों को पकड़ लेता है तो यह वह लालित्य है जो आपको एक आयामहीन मात्रा का उपयोग करके और एक आयामहीन मात्रा को परिभाषित करके प्राप्त होता है तो आइए हम तापमान प्रोफ़ाइल को स्केच करने का प्रयास करें मान लीजिए कि यदि Bi संख्या 1 से बहुत बड़ी है जिसका अर्थ है कि कंडक्शन के लिए प्रतिरोध कन्वेक्शन के प्रतिरोध से काफी बड़ा होगा जिसका अर्थ है कि ठोस में तेज तापमान प्रोफ़ाइल होगी तो अब मैं जो स्केच करने जा रहा हूं वह ठोस स्लैब में तापमान वितरण का समय प्रोफ़ाइल है तो मान लीजिए कि मैं इसे स्लैब के दोनों किनारों पर समान तापमान पर रखता हूं तो मेरे पास एक असममित तापमान प्रोफ़ाइल होगी और इसलिए मान लीजिए कि Ti प्रारंभिक तापमान है जिस पर ठोस आसपास के तरल पदार्थ के संपर्क में आ रहा है और मान लें कि यहां तापमान टिनफिनिटी है फिर जैसे जैसे समय बीतता है क्योंकि Bi संख्या 1 से बहुत बड़ी है और सीमा पर कन्वेक्शन के प्रतिरोध की तुलना में कंडक्शन का प्रतिरोध बहुत बड़ा है तो आप उम्मीद करेंगे कि ठोस के बाहर ग्रेडिएंट ठोस के अंदर ग्रेडिएंट की तुलना में बहुत छोटा होगा तो जैसे जैसे समय बीतता है यह T 0 से बड़ा है तो आप प्रोफाइल देखना शुरू कर देंगे जो इस तरह दिखेगी आपके पास सॉलिड के अंदर शार्प ग्रेडिएंट होंगे जबकि सॉलिड के बाहर आपके पास इतने शार्प ग्रेडिएंट नहीं होंगे तो यह हमने समीकरण को हल नहीं किया है समीकरणों को हल किए बिना तापमान वितरण कैसे Bi संख्या और प्रतिरोधों पर आधारित होने जा रहा है की सहज समझ के आधार पर हम वास्तव में तापमान प्रोफ़ाइल को स्केच करने में सक्षम हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है बेशक आपको मॉडल समीकरण लिखने होंगे और उन्हें हल करना होगा लेकिन अगर आप नहीं जानते कि मॉडल समीकरण कैसे या क्या देने वाला है तो आप नहीं जानते कि समाधान सही है या नहीं इसलिए समीकरणों को हल करने से पहले ही एक अनुमानित तापमान प्रोफ़ाइल या तापमान प्रोफाइल का स्केच प्राप्त करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है और आयामहीन मात्राओं और इस तरह के प्रतिरोध तर्कों का उपयोग करते हुए यह वास्तव में आपको अनुमानित तापमान प्रोफ़ाइल के साथ आने में मदद करता है इसी तरह मैं Bi के लिए 1 से बहुत छोटा आकर्षित कर सकता हूं अगर Bi 1 से बहुत छोटा है तो आप क्या उम्मीद करेंगे ठोस के अंदर तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी यह लगभग समतल होगा यह लगभग एक समान होगा तो कोई तापमान प्रोफ़ाइल को स्केच कर सकता है यदि Ti प्रारंभिक तापमान है तो हमारे पास बाहर तेज ग्रेडिएंट होंगे लेकिन आपके अंदर बहुत तेज ग्रेडिएंट होंगे क्योंकि आपका Bi नंबर 1 से बहुत छोटा है के लिए तापमान का अंतर ठोस के बाहर कन्वेक्शन सीमा के पास ठोस के अंदर तापमान के ग्रेडिएंट से बहुत बड़ा होने की उम्मीद है और इसलिए जैसे जैसे समय बीतता है आप तापमान प्रोफाइल देखना शुरू कर देंगे जो लगभग सपाट हैं तो यह दो अलग अलग प्रोफ़ाइल है लेकिन Bi संख्या एक है जो प्रोफ़ाइल होगी यह इन दोनों के बीच में कहीं होगी तो यह एक चरम के लिए प्रोफ़ाइल है और यह अन्य चरम स्थिति के लिए प्रोफ़ाइल है और Bi संख्या 1 के बराबर है आप एक तापमान प्रोफ़ाइल देखेंगे जहां ग्रेडिएंट बहुत तेज नहीं हैं लेकिन साथ ही ठोस के बाहर ग्रेडिएंट भी बहुत तेज नहीं हैं तो वे सीमा पर एक दूसरे के बराबर होंगे और इसलिए आप तापमान प्रोफ़ाइल के रूप में देखेंगे जो इन दोनों के बीच में कहीं है मान लीजिए कि हम अगली वास्तविक प्रणाली को लेते हैं हम मॉडल समीकरण को लिखे बिना एक स्लैब में तापमान प्रोफ़ाइल को स्केच करने का प्रयास करते हैं मान लीजिए कि आपके पास एक स्लैब है और यह प्लस L माइनस L है और मान लें कि यहां का तापमान T1 है और यदि तापमान के चारों ओर बहने वाला द्रव टिनफिनिटी है तो हम मॉडल लिखते हैं और जांच सकते हैं कि क्या तापमान प्रोफाइल जिसे हमने सहज रूप से अनुमान लगाया है कि प्रोफ़ाइल क्या होने जा रही है वास्तव में वही होगी जो हम मॉडल से भविष्यवाणी करेंगे तो यह एक सीमा में अड़िआबाटिक स्थितियों के साथ आधे स्लैब के बराबर है और यहाँ का तापमान T1 है और हमारे पास टिनफिनिटी उस तरल पदार्थ का तापमान है जो इससे पहले बह रहा है और इसलिए हम एक मॉडल लिख सकते हैं वहाँ rhoCp होगा जो इसके बराबर होगा ध्यान दें कि यह अब पार्शियल डेरिवेटिव है और सीमा की स्थिति होगी dp बटा dx पर x बराबर 0 है 0 और माइनस kdT by dx एट x बराबर L इसलिए अगर मैं यह मान लेता हूं कि T1 टिनफिनिटी से बड़ा है तो यह h गुणा T पर x के बराबर L माइनस p अनंत होगा तो वह सीमा की स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति T होगी x अल्पविराम 0 Ti के बराबर होगी तो स्लैब का प्रारंभिक तापमान समान रूप से तापमान Ti के बराबर है और एक प्रारंभिक स्थिति के रूप में एक निश्चित तापमान प्रोफाइल के रूप में भी हो सकता है लेकिन हमें अभी इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए तो हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं मैं यहाँ गणित करने जा रहा हूँ यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने पिछले व्याख्यान में वेरिएबल के पृथक्करण की समस्या को किया था समाधान ऐसा है अगर मैं थीटा को T माइनस T इनफिनिटी बाय T माइनस T इनफिनिटी मान लूं और समाधान योग n बराबर 1 से अनंत तक होगा Cn एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्ब्डा का और स्क्वायर गुणा Fo फूरियर संख्या है मैं थोड़ी देर में परिभाषित करूंगा कि यह क्या हैं और z x x है L फूरियर संख्या अल्फा L है अल्फा T by L स्क्वायर अल्फा क्या है थर्मल डिफ्फुसिविटी तो rho C p इस थर्मल डिफ्फुसिविटी द्वारा अल्फा k है और C n को 4 साइन लैम्ब्डा n द्वारा 2 लैम्ब्डा n प्लस साइन 2 लैम्ब्डा n से विभाजित किया जाता है और लैम्ब्डा n इस समीकरण का हल है लैम्ब्डा n टैन लैम्ब्डा n बराबर Bi नंबर तो लैम्ब्डा n इस समीकरण के मूल हैं कितने समाधान हैं Bi के दिए गए मान के लिए लैम्ब्डा n टैन लैम्ब्डा n Bi के बराबर कितने समाधान हैं टैन की प्रकृति क्या है यह अनंत समाधान है तो टैन एक अनुवांशिक कार्य है यह देखने का तरीका है कि आप वास्तव में इसे एक प्लॉट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ग्राफ़ एक तरीका है आप देख सकते हैं कि टैन घातांक का अनुपात है सही काल्पनिक कार्यों के घातांक का अनुपात है यह साइन और कॉस का अनुपात है तो एक साइन और कोस जिसे आप एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख सकते हैं तो आप तुरंत देख सकते हैं कि यह अनंत समाधानों की संख्या है तो आपके पास अनंत रुट हैं और यही कारण है कि n यहां एक से अनंत तक जाता है आप Bi के दिए गए मान के लिए लैम्ब्डा n टैन लैम्ब्डा n बराबर Bi को कैसे हल करते हैं यह लीनियर नहीं है तो आप रूट के लिए विश्लेषणात्मक समाधान नहीं प्राप्त कर सकते हैं आपको एक गैर रेखीय सॉल्वर का उपयोग करना होगा कौन सा गैर रेखीय सॉल्वर नहीं साईलैब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है तो आप जो उपयोग करते हैं उसे न्यूटन रैफसन विधि कहा जाता है आप इसे अपने संख्यात्मक विश्लेषण पाठ्यक्रम में देखेंगे आपको इस समीकरण को हल करने के लिए न्यूटन रैफसन विधि का उपयोग करना होगा और वास्तव में इस तरह के बीजीय समीकरण के न्यूटन रैफसन विधि समाधान करने के लिए साइलैब MATLAB वगैरह में सबरूटीन हैं